चार्ज डिसटीब्यूशन की एनर्जी III इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में एनर्जी डेंसिटी हम चार्ज डिसटीब्यूशन की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं और जो हमने पिछले दो व्याख्यानों में देखा है वह यह है कि इसे VrrdV के इंटीग्रल के द्वारा लिखा जा सकता है या 1214π0∬rρr r r dVdV के रूप में दिया गया है जैसा कि हमने पहले सीखा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सोचना पसंद करते हैं और वह बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के संदर्भ में सोचते हैं अब मैं बस वही दोहराऊंगा जो हमने पहले कहा था तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है मैं सोच सकता हूं कि यह अपने चारों एक फील्ड बना रहा है और इस प्रकार एक चार्ज डिसटीब्यूशन और फील्ड एक दूसरे से बाउंड्री कंडीशन के द्वारा विशिष्ट रूप से संबंधित होते हैं इसलिए यदि मुझे चार्ज डिसटीब्यूशन और बाउंड्री कंडीशन पता है तो मुझे ज्ञात हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इसके विपरीत भी यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जानता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायवर्जेंस मुझे चार्ज डिसटीब्यूशन देता है

r r dVdV E0 इसलिए यदि मैं इस चार्ज डिसटीब्यूशन के बारे में सोच रहा हूँ जो अपने चारों ओर इस फील्ड को उत्पन्न कर रहा है तो क्या मैं एनर्जी के बारे में सोच सकता हूँ जैसे कि इसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में संग्रहीत किया गया हो इसके बारे में सोचने का वैचारिक रूप से एक अलग तरीका होगा तो आइए उस पर काम करते हैं और हम देखेंगे कि वास्तव में मैं इस एनर्जी की उसी तरह से व्याख्या कर सकता हूं जैसे कि यह इस इलेक्ट्रिक फील्ड में संग्रहीत है और परिणामस्वरूप मुझे चार्ज के कारण प्रति इकाई आयतन में एनर्जी डेंसिटी प्राप्त होगी जो बाद में अवधारणात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करते हैं फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये फील्ड प्रसारित होते हैं और नए फील्ड बनते जाते हैं और एनर्जी भी इसके द्वारा पहुँचाई जाती है इसलिए फील्ड द्वारा ले जा रही एनर्जी के संदर्भ में सोचना महत्वपूर्ण है तो यही हम इस व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं तो आइए देखें कि हमने अभी तक क्या काम किया है हमने एनर्जी के बारे में बात की है और इसके लिए मैं E का प्रयोग कर रहा हूं आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भ्रमित ना हो और उस भ्रम को दूर करने के लिए हम इसे W के द्वारा कार्य के रूप में लिखते हैं जो 12Vrr के वॉल्यूम इंटीग्रेशन द्वारा दिया जाता है अर्थात W12VrrdV अब मैं कुछ गणितीय तरकीब प्रयोग करने जा रहा हूँ मैं r को 02Vr के रूप में लिखने जा रहा हूं यह पॉइसन का समीकरणPoisson's Equation है अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं W को 012Vr2VrdVके रूप में लिख सकता हूं यहां यह वेक्टर Vr है और इंटीग्रल के बाहर 0भी लिखा है चूँकि डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इसलिएVr2Vको V ग्रेडियंटV के डायवर्जेंस अर्थात ∇V∇Vके रूप में लिख सकता हूँ और यह मुझे ∇V∇VV2V देगा इसलिए मुझे उस ∇V के स्क्वायर को इससे घटाना होगा यह मैं आपके लिए छोड़ता हूं आपको इसकी जांच करनी चाहिए याद रखें यह डेल ऑपरेटर वास्तव में एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है मैं इसे लिख सकता हूं और आप कृपया इसे जांचें क्योंकि अब मैं इसे तीनों पदों में प्रयोग कर रहा हूं W12VrrdV r 02Vr W 012Vr2VrdV और इसलिए इसका उपयोग करते हुए मैं कार्य के व्यंजक के रूप में 02 तथा UU V2 के गुणनफल को वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन करके लिख सकता हूं अर्थात W 02VV V2dV पहले पद के लिए मैं अब डायवर्जेंस थ्योरम का उपयोग कर सकता हूं डायवर्जेंस थ्योरम मुझे क्या बताती है यह मुझे बताती है कि एक वेक्टर फील्ड A के डायवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन उस आयतन को घेरने वाली सतह पर A ds के सर्फेस इंटीग्रल अलावा और कुछ नहीं है अर्थात A dVAdS और इसलिए मैं कार्य के व्यंजक के रूप में 02के साथ इस वेक्टर फील्ड VV के साथ ds के सर्फेस इंटीग्रल के रूप में लिख सकता हूं जो वेक्टर फील्डVVयहां पर अंदर लिखा हुआ है इसके आगे हमें माइनस माइनस मिलकर मुझे 02 मिलता है और V का ग्रेडियंट क्या है मैं इसे यहां लाल रंग में दिखाता हूं यह इलेक्ट्रिक फील्ड E के अलावा और कुछ नहीं है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वेयर dV है अगर मैं एक बड़े स्पेस की बात कर रहा हूं तो बहुत दूरी पर सरफेस इंफिनिटी हो जाएगी और इस प्रकार यह V 1r हो जाता है V का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 1r2हो जाता है तो यहVV पद 1r3 के रूप में होगा ds r2हो जाता है तो r की अनंत तक जाने की सीमा में यह 1r के रूप में गायब हो जाता है तो यह शून्य हो जाता है W 02VV V2dV डायवर्जेंस थ्योरम का उपयोग करने पर A dVAdS W 02VVdS02E2dV02E2dV और इसलिए इसका वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन करने पर एनर्जी या कार्य मिलता है जिसे मैं 02E2dV लिख सकता हूं अथवा इसे dV भी लिखा जा सकता है 120E2यह एक राशि है जिसे जब वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट किया जाता है तो टोटल एनर्जी प्राप्त होती है और इसलिए यह राशि अवश्य ही एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए तो अब मैं सोच सकता हूं कि यदि कोई चार्ज डिसटीब्यूशन है बिलकुल ठीक तो एनर्जी डेंसिटी जो इसे चारों ओर उत्पन्न करता है जिसमें वह स्थान भी शामिल है जिसमें यह चार्ज डिसटीब्यूशन है वह 120E2 के बराबर है अर्थात यदि यह एनर्जी डेंसिटी है तो इस एनर्जी डेंसिटी को पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करके टोटल एनर्जी प्राप्त होती है तो अब मैं इस एनर्जी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित मानता हूं अथवा यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एनर्जी को ले जा रही है आइए इसका एक उदाहरण हल करते हैं W02E2dV dV आपने अपनी बारहवीं कक्षा में सीखा है यदि मेरे पास एक C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है और अगर मैं इसे V वोल्टेज देता हूं ऐसा करने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा क्या है मान लें कि दिया गया पोटेंशियल V0 तक है तो V पोटेंशियल है लाया चार्ज C dV है और इसे 0 से V0 तक इंटीग्रेट किया गया है जिस को हल करने पर 12CV02 प्राप्त होता है यही इसमें कुल ऊर्जा है अब हमने अभी जो एनर्जी डेंसिटी परिभाषित की है उसके अनुसार यह 120E2 है अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एकमात्र स्थान जहां इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित होता है वह प्लेटों के बीच होता है जबकि अन्य सभी जगहों पर शून्य होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मेग्नीट्यूड V0dद्वारा दिया जाता है अर्थात V0d जहाँ d प्लेटों के बीच की दूरी है और इसलिए इस मामले में एनर्जी डेंसिटी 120V02d2 होने जा रही है कुल एनर्जी का मान वॉल्यूमको एनर्जी डेंसिटी के साथ गुणा करके लिखी जा सकती है यहां पर वॉल्यूम प्लेट का क्षेत्रफल Adद्वारा दिया जाएगा अतः टोटल एनर्जी Ad120V02d2 हो जाएगी और यह आप तुरंत देख सकते हैं कि यह ऊपर लिखे व्यंजक के समान है जो हमें CA0d देता है टोटल एनर्जी0V0V C dV12CV02 एनर्जी डेंसिटी120E2 V0d एनर्जी डेंसिटी120V0d2टोटल एनर्जीAd120V02d2 अगला उदाहरण मैं एक R रेडियसके चार्ज शेल का ले रहा हूं जिस पर चार्ज Q है अब यदि आप फॉर्मूला 12VrrdV का उपयोग करके एनर्जी की गणना करते हैं इस मामले में r सरफेस चार्ज है जिसे मैं σδr R के रूप में लिख सकता हूं यहां केवल r लिखा जाएगा वेक्टर r नहीं δr Rका डायमेंशन 1r है और इसलिए σδr R का डायमेंशन 1Volume होगा अब इस फार्मूले में सरफेस चार्ज का मान रखा जा सकता है और इसलिए वर्क 12Vrσδr R4πr2drहो जाएगा जो हमें 12VRσ4πR2देता है σ4πR2और कुछ नहीं बल्कि Q है इस Q के कारण V और कुछ नहीं बल्कि Q4π0Rहै तो वर्क के फार्मूले में उपरोक्त मान रखने पर हमें 12Q4π0RQ प्राप्त होता है तो टोटल एनर्जी Q28π0Rप्राप्त होती है यह बारहवीं कक्षा का एक ज्ञात परिणाम है तो यह इस निकाय की एनर्जी है आइए अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी की अवधारणा का उपयोग करके इसकी गणना करें W12VrrdVρrσδr R W12Vrσδr R4πr2dr12VRσ4πR2Q28π0R तो शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मेग्नीट्यूडE Q ओवर 40r2होगा जबकि अंदर E0 होगा और इसलिए डब्ल्यू 02E24πr2dr के बराबर होगा E2मुझे Q216202r4देगा और यह इंटीग्रेशन R से ∞ तक होगा क्योंकि शेल के अंदर फील्ड शून्य है तो इसलिए इंटीग्रल RQ216202r44πr2dr के बराबर होगा आइए कुछ पदों को कैंसिल करते हैं यह 4 इस162के साथ कैंसिल होने पर मुझे4देता है इसके साथ 0 02के साथ कैंसिल होकर 0देता है इसलिए मुझे Q28π0Rdrr2मिल रहा है जिसको हल करने पर पूर्व की भांति Q28π0R प्राप्त होता है EQ4π0r2 W02RQ216202r44πr2drQ28π0Rdrr2Q28π0R अंतिम उदाहरण के रूप में मैं एकसमान चार्ज स्फीयर की समस्या लेता हूं जहां डेंसिटी रो रेडियस R के इस स्फीयर पर एकसमान है यह वह समस्या है जिसे हमने पहले 12Vrr की गणना करके हल किया था इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का मेग्नीट्यूड E rRके लिए ρr30 जबकि के लि rRजबकि के लिए Q4π0r2 होगा अब मैं 02E2dVका इंटीग्रेशन 0 से ∞ तक करता हूं इस भाग को याद करें मैंने पिछली समस्या में अभी अभी यह इंटीग्रेशन किया है तो मैं इसे 0R022r29024πr2drR120Q24π02r44πr2drलिख सकता हूं दूसरा इंटीग्रल मैंने अभी पिछली समस्या में किया था यह और कुछ नहीं बल्कि Q28π0R है क्योंकि यहां लिमिट 0 से ∞ तक है Eρr30 rR Q4π0r2 rR 002E2dV0R022r29024πr2drR120Q24π02r44πr2dr0R022r29024πr2drQ28π0R तो यह पहला इंटीग्रल है जिसकी मैं अब गणना करने जा रहा हूं जो कि 020R2902r24πr2dr है आइए कुछ पदों को कैंसिल करते हैं 0 02के साथ कैंसिल होकर 0देता है तो मुझे 118Q29162R640R55मिलता है आइए कुछ पदों को फिर से कैंसिल करते हैं यह 9 मुझे 2 देता है यह 4 इस162के साथ कैंसिल होने पर मुझे4देता है तथा R5 R6के साथ कैंसिल होकर R देता है और इसलिए मेरे पास 12Q24π015R बचता है यह पिछले व्यंजक में जोड़ने पर हमें टोटल एनर्जी मिलेगी आइए इसे जोड़ते हैं तो टोटल एनर्जी W होगी Q28π0RQ28π015R हल करने पर Q28π065 मिलता है जिसे 35Q24π0Rलिखा जा सकता है जो वही उत्तर है जो हमने पहले प्राप्त किया था तो इस व्याख्यान में मैंने आपको जो दिखाने की कोशिश की है वह यह है कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी के बारे में इस प्रकार सोच सकते हैं जैसे कि यह एनर्जी इसके द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड में संग्रहीत है और जिसकी एनर्जी डेंसिटी 02E2है इस प्रकार हमने तीन उदाहरणों के माध्यम से देखा है कि यह आपको वही उत्तर देता है जैसा हमने पहले सीधे फार्मूला के द्वारा प्राप्त किया था 0R022r29024πr2dr020R2902r24πr2dr12Q24π015R WQ28π0RQ28π015R35Q24π0R मैं इस व्याख्यान को किसी ऐसी बात पर चर्चा करके समाप्त करता हूं जिसने शायद आपको इस पूरे व्याख्यान में परेशान किया हो और यह है कि जब मैं एक शेल पर चार्ज के कारण एनर्जी की गणना कर रहा था तो उस समय याद कीजिए कि मैंने एनर्जी कोW 02VVdS02E2dVलिखा था जिसमें 02E2dVपद के द्वारा Q28π0Rप्राप्त हुआ थाऔर मैंने आसानी से 02VVdSपद को शून्य कह दिया था लेकिन आप में से कुछ ने देखा होगा कि मैं रेडियस rR से अनंत तक का इंटीग्रेशन कर रहा था तो आप सोच रहे होंगे कि इस सरफेस टर्म का क्या हुआ क्योंकि यह डायवर्जेंस मुझे एक सरफेस टर्म देने वाला है यह एक थोड़ा सा जटिल बिंदु है क्योंकि यह डायवर्जेंस मुझे शेल की सरफेस पर VVdS प्लस अनंत पर शेल की सरफेस के लिए VVdS मिलेगा अनंत पर शेल की सरफेस के लिए VVdS का मान शून्य होता है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि शेल की सरफेस पर VVdS भी शून्य होगा आप देखते हैं कि शेल की सरफेस थोड़ी अंदर है क्योंकि जब मैं यह इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसमें सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं तो मैं वास्तव में यह इंटीग्रेशन इस ब्लू सरफेस से कर रहा हूं जो अनंत तक और इस ब्लू सरफेस और अनंत क्षेत्र केबीच में सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं अब शेल पर पोटेंशियल एक नियतांक है और इसलिए यह V बाहर आ जाता है और यह VVdSबन जाता है जो VEdS के अलावा और कुछ नहीं है लेकिन फिर इस ब्लू शेल में कोई चार्ज शामिल नहीं है और इसलिए गॉस के नियमGausss Law के अनुसार EdS शून्य है और इसलिए यह पद भी गायब हो जाता है आप इसके बारे में सोचिए हो सकता है कि इसने आपको पूरे व्याख्यान में परेशान किया हो परन्तु अब मैंने तुम्हें इसका उत्तर दे दिया है